इस मॉड्यूल में हम उद्योग 40 और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं उद्योग 40 में सबसे पहले एक बहुत लोकप्रिय लहर है जो दुनिया भर में सभी विभिन्न उद्योगों के बीच चल रही है हर कोई खुद को उद्योग 40 अनुपालन में बदलना चाहता है उद्योग 40 के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण पहलू है और उद्योगों के लिए खुद को पालन करने में सक्षम होने के लिए समझा जाने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए उद्योग 40 के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है स्वचालन पूर्णस्वचालन स्वचालन जहां आदर्श रूप में कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है या बहुत हद तक मानव हस्तक्षेप कम है इसलिए पूरे उत्पाद लाइन में पूरी उत्पादन प्रक्रिया उदाहरण के लिए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अत्यधिक स्वायत्त बनाया जाएगा और इसलिए यह कैसे संभव हो सकता है यह इन सभी तकनीकों की मदद से संभव हो सकता है जैसे कि सेंसर एक्ट्यूएटर्स जैसे संचार के विभिन्न पहलुओं जिनसे हम गुजरे रहे हैं इसलिए यह सब उद्योग 40 की आवश्यकताएँ का अनुपालन करने के लिए सक्षम प्रौद्योगिकियां होने जा रही हैं तो हमें सेंसर एक्चुएटर संचार स्वचालन इन सभी चीजों की आवश्यकता है लेकिन ये कैसे किया जाना है यह सब इन IoT के उपकरण और कुछ CPS साइबर फिजिकल सिस्टम की सहायता से किया जा रहा है और ये साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है यह हम इस विशेष व्याख्यान में देखने वाले हैं तो विचार यह है कि उद्योग 40 के साइबर फिजिकल के अलग अलग सक्षम करने वाले अवयव होते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम उनमें से एक है इसी तरह कुछ अन्य हैं जिनके बारे में हम इस उद्योग 40 मूल बातें पर मॉड्यूल के अगले कुछ व्याख्यानों से गुजरने वाले हैं तो साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है इसकी अलग अलग परिभाषाएं जो आपको लिटरेचर का एक मजबूत घटक है तो आपस इन सिस्टम में साइबर दुनिया और फिजिकल दुनिया में एक साथ बातचीत है तो यह कैसे मुमकिन होता है तो आइए हम एक फिजिकल सिस्टम क्या है इसकी NIST द्वारा दी गई परिभाषा पर नजर डालते हैं तो साइबर फिजिकल सिस्टम को अक्सर स्मार्ट सिस्टम का नेटवर्क तो कम्प्यूटेशनल साइबर से संबंधित है और फिजिकल मूल रूप से फिजिकल दुनिया से संबंधित है जहां ये प्रणालियाँ काम कर रही है इसलिए ये प्रणालियां हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी अलग अलग ढांचे की नींव प्रदान करेंगी ये सभी सार्वजनिक निजी उद्योग और यह सब महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा मौजूद है अगली पीढ़ी के इंटरनेट में पहुंच जाएंगे जहां स्मार्ट सिस्टम स्मार्ट सेवा की पेशकश करेंगे इसलिए स्मार्टनेस के लिए हर मामले में स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है एकत्र किए गए डेटा के आधार पर स्वायत्तता और सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं तो वह मूल रूप से NIST द्वारा की गई साइबर फिजिकल सिस्टम की परिभाषा को पूरा करता है अब सवाल यह है कि साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है लेकिन इससे पहले हमें एम्बेडेड सिस्टम के एक साथ होने को समझ सकते हैं

तो क्या है एक एम्बेडेड प्रणाली तो आपके पास कुछ प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो किसी तरह के हार्डवेयर पर काम कर रहे सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर में एम्बेडेड है एंबेडेड सिस्टम कारो यानी वाहनों में ये विमान में और हर जगह पाए जाते हैं आजकल एम्बेडेड सिस्टम सिस्टम को स्मार्ट बनाने के लिये प्रौद्योगिकियों से सक्षम कर रहे हैं तथा यही कारण है कि इन एम्बेडेड सिस्टम बहुत लोकप्रिय हैं तो ये एम्बेडेड सिस्टम निरपेक्ष जहां उनका उपयोग किया जाता है वे गणना की संचार और नियंत्रण गणना संचार और नियंत्रण क्षमताओं के अधिकारी होते हैं तो जहां भी फिजिकल दुनिया के साथ विभिन्न सेंसरों और एक्चुएटर्स के माध्यम से बातचीत होती है उदाहरण के लिए चिकित्सा उपकरण कई चिकित्सा उपकरण एम्बेडेड हैं उनके पास एम्बेडेड सिस्टम होते हैं परिवहन वाहन रक्षा प्रणाली में एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उदाहरण के लिए रडार और विभिन्न अन्य प्रणालियाँ जिनका उपयोग हवाई जहाजों के लिए भी किया जाता है आदिवे सभी में अलग अलग एम्बेडेड सिस्टम हैं रोबोट के उपकरण वैसे ही मॉनिटरिंग की प्रक्रिया इन सभी में एम्बेडेड सिस्टम हैं इसलिए यह है साइबर फिजिकल प्रणाली है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एम्बेडेड सिस्टम कैसे काम करता है इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एम्बेडेड सिस्टम में कम्प्यूटेशनल क्षमताएं और प्रसंस्करण है यह फिजिकल स्पेस है और उनके बीच बीच में होने वाली बातचीत साइबर फिजिकल सिस्टम है तो इस फिजिकल स्पेस के पास क्या है इसलिए एक फिजिकल स्पेस विभिन्न वास्तविक वस्तुओं जैसे इंसान घर कारखानों ऑटोमोबाइल इमारतों और इसी तरह के बारे में है जो हम आम तौर पर बात कर रहे हैं और विभिन्न वस्तुओं इन संचार वस्तुओं उदाहरण के लिए विभिन्न अन्य घरेलू वस्तुएं या यहां तक कि वस्तुएं जो उद्योगों में हैं जैसे सेल फोन कैमरा वाशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर ये सभी अलग अलग वस्तुएं हैं दो फिजिकल स्पेस में काम करती है तो ये ऑब्जेक्ट मूल रूप से कुछ डेटा को समझेंगे वे उस जगह जहां पर वह काम कर रहे हैं वहां अलग अलग जानकारी सेंस करेंगे और फिर कुछ संचार उपकरण का उपयोग करेंगे जो यहां दिखाए गए हैं इन डेटा को आगे भेजा जाएगा इसलिए इस संवेदन के बाद डाटा को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है इसलिए यह प्रसंस्करण विभिन्न सर्वरों सर्वर फर्मों क्लाउड या जो भी हो का उपयोग करके किया जाएगा तो वह साइबर स्पेस बन जाता है तो यह प्रसंस्करण साइबर स्पेस में किया जाएगा और परिणामों के आधार पर इस प्रसंस्करण के बाद उन परिणामों को विभिन्न उपकरणों को सक्रिय करने के लिए फिजिकल स्पेस पर वापस भेज दिया जाएगा तो यह उपकरण वॉशिंग मशीन से लेकर रेफ्रिजरेटर कमरे में लगा एयर कंडीशनिंग शुरू करना तो हम कहते हैं यह सेंस किया गया है कि कमरे का तापमान नीचे चला गया है तो उनके विश्लेषण के आधार पर जो कि यहां सर्वरों में शायद कुछ नियम जो कि पहले से ही साइबरस्पेस के लिए प्री प्रोग्राम है उनके आधार पर किया जाता है तो आखिरकार इसके आधार पर आधार पर एक्चुएशन होने जा रहा है और फिजिकल स्पेस किसी उपकरण को शुरू करने के इरादे से या किसी मोटर को चलाने या इसी तरह के किसी और कार्य के लिए एक्चुएट किया जाता है तो ये कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपको दिए हैं इन्हें आगे और सामान्यीकृत किया जा सकता है और हम यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे सामान्य रूप से एक साइबर फिजिकल सिस्टम कार्य करेगा इसलिए इससे पहले कि मैं आगे जाऊं आइए हम फिर से इस बारे में थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करें कि यह साइबर फिजिकल सिस्टम किस तरह से काम करता है इसलिए यदि आप साइबर फिजिकल प्रणालियों के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास साइबर दुनिया और फिजिकल स्पेस है तो फिजिकल स्पेस साइबर स्पेस को कुछ जानकारी भेजने जा रहा है और फिर यहाँ पर कुछ निर्णय किए जाने वाले हैं इस निर्णय के आधार पर कुछ कार्रवाई की जाएगी और इस कार्यवाही के आधार पर डिवाइस की फिजिकल स्थिति को बदला जा रहा है इंटरेक्शन मुख्य रूप से डिवाइस के बीच डिवाइस से डिवाइस तक लेकिन यह उपकरण से मनुष्यों तक या यह मानव से मानव तक भी हो सकता है तो सभी प्रकार के इंटरैक्शन होने वाले हैं लेकिन यह मूल रूप से उस प्रकार का लूप है जो हम बात कर रहे हैं और यह लूप अमल में लाया जाना है इसलिए हमारे पास अनिवार्य रूप से सेंसिंग कंप्यूटेशन और एयर कंट्रोल के बीच किसी प्रकार का लूप है तो साइबर फिजिकल प्रणालियों में इस तरह का लूप मौजूद है तो वापस पीछे देखकर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इन साइबर फिजिकल प्रणालियों के बारे में ऐसा क्या विशेष है और वे कैसे एम्बेडेड सिस्टम से अलग है इसलिए हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम हैं हम अकेले उन उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ जानकारी और को संसाधित करेंगे यह जानकारी मूल रूप से इन उपकरणों में एंबेडेड है वे इन उपकरणों में संग्रहीत की जाती है दूसरी ओर साइबर फिजिकल प्रणालियां ये पूर्ण प्रणालियां हैं जहां फिजिकल घटकों और सॉफ़्टवेयर या साइबर दुनिया के बीच एक सहभागिता है साइबर फिजिकल प्रणालियों और एम्बेडेड सिस्टम के बीच अगला अंतर है कि एक एम्बेडेड सिस्टम आम तौर पर इस विशेष सिंगल डिवाइस तक ही सीमित है दूसरी और एक साइबर फिजिकल सिस्टम में हम इस तरह के एंबेडेड सिस्टम के नेटवर्क समुच्चय की बात कर रहे है तो अलग अलग एंबेडेड सिस्टम की नेटवर्किंग एक साइबर फिजिकल सिस्टम में आमतौर पर मौजूद होती है एंबेडेड सिस्टम के पास सीमित कार्य करने के लिए सीमित संख्या में संसाधन होते हैं दूसरी ओर एक साइबर फिजिकल सिस्टम संसाधन विवश नहीं हो सकता है और वहाँ आप एक ही समय में बड़ी संख्या में विभिन्न कार्य कर सकते हैं एक एम्बेडेड प्रणाली में मुख्य मुद्दे वास्तविक समय में की जाने वाली प्रतिक्रिया और विश्वसनीयता हैं दूसरी ओर एक साइबर में फिजिकल सिस्टम इन के अलावा मुद्दे टाइमिंग और कनकरंसी हैं तो ये साइबर फिजिकल प्रणालियों और एम्बेडेड सिस्टम के बीच प्राथमिक अंतर हैं तो यहाँ साइबर फिजिकल प्रणालियों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं

रिएक्टिव कंप्यूटेशन है और वह इन प्रणालियों द्वारा उपयुक्त रूप से निपटा जाना है कनकरेंसी हो सकते हैं साइबर फिजिकल प्रणालियों की कुछ अन्य विशेषताएं एक फीडबैक कंट्रोल लूप का समर्थन करना है साइबर फिजिकल सिस्टम के बहुत आकर्षक अनुप्रयोग है साइबर फिजिकल सिस्टम के अनेक अनुप्रयोग हैं व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाने वाला स्वास्थ्य देखभाल साइबर फिजिकल प्रणालियों का बहुत महत्वपूर्ण डोमेन है तो ये मूल रूप से स्वास्थ्य सेवा में हैं जहां चिकित्सा उपकरणों और प्रणालियों के लिए सटीकता के बहुत उच्च स्तर पर चीजो का मापन करना बहुत महत्वपूर्ण है एक रोगी के कुछ फिजिकल पैरामीटर उदाहरण के लिए विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और सिस्टम द्वारा बहुत सटीक रूप से मापा जाना है तो जाहिर है जैसा कि आप समझ सकते हैं यदि आप थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि साइबर फिजिकल प्रणालियां स्वास्थ्य देखभाल के लिए बहुत आकर्षक होंगी उदाहरण के लिए आपने रोबोट सर्जरी के लिए आवश्यक हो सकता है इसलिए साइबर फिजिकल सिस्टम कार्यों को सही तरीके से करने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं इस प्रणाली में बहुत हद तक सटीकता का ध्यान रखा जाएगा किसी मानव द्वारा इतनी सटीकता से यह नहीं किया जा सकता जितनी सटीकता से साइबर फिजिकल सिस्टम उसे कर सकता है तो रोबोट सर्जरी शायद पहले से ही आपने सुना होगा कि रोबोट सर्जरी सटीक होने के कारण बहुत लोकप्रिय है जिसे सर्जरी में सटीकता रोबोट या छवि निर्देशित सर्जरी द्वारा प्राप्त की जाती है ये बहुत सटीक हैं तो डॉक्टर सर्जरी बहुत सटीकता और सही तरीके से कर सकते हैं इसलिए इस तरह से स्वास्थ्य सेवा में साइबर फिजिकल सिस्टम बहुत उपयोगी हो सकते हैं तो चलिए अब अन्य प्रकार के इंजीनियर सिस्टम पर आधारित हैं तो साइबर फिजिकल प्रणालियों का अगला अनुप्रयोग डोमेन परिवहन है जैसे कारे वायुयान में साइबर फिजिकल प्रणालियों का उपयोग करते हैं इसलिए यातायात के बुनियादी ढांचे जैसे ट्रैफिक सिग्नल वगैरह तो प्राथमिकता आधारित प्राथमिकता आधारित कतार प्राथमिकता आधारित प्रणाली एकीकरण और इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण हैं तो परिवहन में ये साइबर फिजिकल प्रणालियों के सहायता से सभी चीजें को संबोधित किया जान सकता है वाहन आधारित परिवहन साइबर फिजिकल सिस्टम जहां सुरक्षा के लिए निकटता का पता लगाया जाता है तो आपके पास वाहनों पर सवार होना चाहिए जहां वाहन आपको चेतावनी देगा यदि वाहन किसी और वाहन के बहुत पास है सामने एक अन्य वाहन है या यदि कोई अन्य वाहन पीछे से उस विशेष वाहन के करीब आ रहे है तो ये सभी चीजें साइबर फिजिकल सिस्टम के सड़क पर वाहनों के ऑपरेटिंग के लिए उदाहरण हैं इसी तरह अन्य अनुप्रयोग डोमेन ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड इत्यादि तो ये सभी मूल रूप से ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड के लिए साइबर फिजिकल सिस्टम के उदाहरण हैं उद्योग में सामान्य रूप से विनिर्माण उद्योग साइबर फिजिकल प्रणालियों का उपयोग करेंगे इन सभी विभिन्न मशीनों कि जिनके बारे में हमने बात की थी उनमें से कुछ रोबोट की सहायता से चलने वाली मशीनें हो सकती हैं इनमें से कुछ साधारण मशीनें हो सकती हैं तो मशीनें जैसे कि एक कार्यशाला में लेथ मशीन इसलिए इन सभी को स्मार्ट बनाने के लिए विनिर्माण के लिए विनिर्माण में सुधार विभिन्न सेंसर और एक्चुएटर्स और विभिन्न अन्य प्रसंस्करण का उपयोग करके उत्पादन की दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न घटकों से लैस किया जा सकता है इन्हें अधिक स्मार्ट बनाया जा सकता है और ये निर्माण उद्योग में साइबर फिजिकल प्रणालियों के उदाहरण भी होंगे तो ये स्मार्ट साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और रखरखाव सुरक्षा औद्योगिक वातावरण की सुरक्षा इन मशीनों की सुरक्षा इन मशीनों के स्वास्थ्य की स्मार्ट निगरानी तो मशीनों से जुड़े साइबर फिजिकल सिस्टम का उपयोग करके इन सभी चीजों का निष्पादन किया जा सकता है इसलिए ये विनिर्माण उद्योग में उपयोग के लिए साइबर फिजिकल प्रणालियों के उदाहरण होंगे मूल रूप से हम उद्योग 40 के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा है कि शुरू में मैंने उल्लेख किया था कि विनिर्माण उद्योग में उपयोग के लिए और अन्य उद्योगों में भी आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने की दिशा में उद्योग 40 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साइबर फिजिकल प्रणालियाँ बहुत आकर्षक हैं तो उद्योग 40 के संदर्भ में 5C आर्किटेक्चर हैं तो कनेक्शन तो हम बातें कर रहे हैं स्मार्ट कनेक्शन डाटा और दूसरा उचित विवरण वाले सेंसर का चयन रूपांतरण हम इस शब्द रूपांतरण विश्लेषण के लिए डेटा विश्लेषण उपकरण और कार्यप्रणाली विकसित की जा सकती है तो मूल रूप से क्या होगा होगा कि इन मशीनों को स्मार्ट बनाया जाएगा और वह आत्म जागरूक बन जाएंगी फिर आता है साइबर कंपोनेंट है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं तो यह डेटा जो प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग डेटा के विश्लेषण डेटा के खनन डेटा भंडारण के लिए किया जा सकता है और फिर कुछ एल्गोरिदम पर आधारित है जो डेटा पर या इसका उपयोग करके चलाए जाते है फिर दूसरों को इससे अवगत कराना कि आगे क्या होने वाला है या उसी समय कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करना

तो यह मूल रूप से इसके साइबर घटक द्वारा किया गया है तो यह IIOT या उद्योग 40 के CPS के 5C आर्किटेक्चर का C है कॉग्निशन सिस्टम में तस्वीर सामने आती है कॉन्फ़िगरेशन बनने जा रही हैं तो साइबर फिजिकल सिस्टम विकास में कई चुनौतियां हैं सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां सुरक्षा मजबूती कम्प्यूटेशनल चुनौतियां रियल टाइम एंबेडेड सिस्टम का सत्यापन और प्रमाणन और इन सिस्टम की शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल हैं उद्योगों में सीपीएस की तैनाती के लिए उद्योग 40 के लिए शिकायतों का अनुपालन करने के लिए ये सभी चुनौतियां हैं अगले थोड़े समय के लिए हम अगली पीढ़ी सेंसर जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है उनके बारे में चर्चा करें इसलिए ये सभी सेंसर जिनके बारे में हमने पहले परिचयात्मक मॉड्यूल में बात की वे सब सरल सेंसर हैं ये सेंसर केवल सेंस कर सकते हैं और फिर संवेदी डेटा को आगे भेज सकते हैं तो इन्हें स्मार्ट सेंसर की तरह सोचा जा सकता है लेकिन फिर अगली पीढ़ी के सेंसर के लिए दुनिया की उद्योग अकादमिक प्रयोगशालाओं में इस पर कार्य हो रहा वे सेंसर को बुद्धिमान बनाने पर काम कर रहे हैं तो केवल इतना ही नहीं कि यह स्मार्ट सेंसर सेंस और भेजने का काम करते हैं लेकिन इन्हें बुद्धिमान बनाया जाएगा क्योंकि कुछ छोटे एल्गोरिदम इन सेंसरों द्वारा कुछ कार्यों को स्वयं करने के लिए निष्पादित किया जाएगा इसलिए ये उद्योग 40 के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं तो यहां मूल रूप से आप एक प्रोसेसर के साथ सेंसर और एक्चुएटर्स के एकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं मूल रूप से ये पारंपरिक सेंसर हैं वे कैसे दिखते हैं तो एक सेंसर घटक वैकल्पिक रूप से एक सक्रिय घटक होगा और निश्चित ही प्रसंस्करण के लिए एक प्रोसेसर होगा चाहे वह डेटा सेंस किया गया हो और निश्चित रूप से प्रसंस्करण के लिए केंद्रीय हब के साथ विभिन्न सेंसर को जोड़ने के लिए संचार मॉड्यूल होगा तो ये सरल स्मार्ट सेंसर हैं यह सेंसरों को खुद के कुछ कार्य जैसे सेल्फ कैलिब्रेशन कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन बहु संवेदन लागत में सुधार करने होंगे तो ये स्मार्ट सेंसर के कुछ अलग फीचर्स हैं लेकिन ये स्मार्ट सेंसर की गंभीर सीमाएँ हैं उनके पास पूर्व निर्धारित एम्बेडेड कार्य हैं जो कुछ अनुकूलित परिदृश्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आपको उन्हें कुछ आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित करना होगा और इससे वास्तविक जीवन उद्योग परिदृश्यों में उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा नैरो एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम आवश्यक है और यह भी कि वे बहुत बुनियादी हल्के संचार प्रोटोकॉल का समर्थन करेंगे तो स्मार्ट सेंसर के इन सभी अलग अलग सीमाओं पर काबू पाने के लिए अगली पीढ़ी के बुद्धिमान सेंसर प्रस्तावित किए गए हैं वे काम में लिए जा रहे हैं और ये उन बुद्धिमानों सेंसर की विभिन्न विशेषताएं हैं तो ये बुद्धिमान सेंसर संवेदी डेटा को संसाधित करने में सक्षम हैं और डेटा संसाधित करके पूर्व निर्धारित कार्य का प्रदर्शन करता है तो वे स्मार्ट सेंसर के विपरीत एम्बेडेड एल्गोरिदम को अनुकूलित करने में सक्षम हैं जबकि स्मार्ट सेंसर ऐसा करने में सक्षम नहीं थे वे बाहरी सेंसर और उपकरणों को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने में सक्षम हैं और वे एक सेंसर एक माइक्रोकंट्रोलर यूनिट RAM ROM शामिल होगा से मिलकर बनी है तथा विभिन्न सेंसर अनुप्रयोगों चलने के लिए एक प्लेटफार्म होगा तो इन बुद्धिमान सेंसर के कम किए हुए डेटा संचार कम किया हुआ बिजली की खपत छोटे सॉफ्टवेयर विकास समय सेंसर की बेहतर कंपैटिबिलिटी निरंतर कैलिब्रेशन की संभावना और सेंसर की निगरानी के रूप में विभिन्न फायदे है ये इन बुद्धिमान सेंसर के विभिन्न फायदे हैं और इन्हीं कारणों से यह बहुत आकर्षक है तो यह है कि कैसे एक स्मार्ट सेंसर एक स्मार्ट सेंसर की तरह दिखेगा यह इसका एक उदाहरण है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं एक डिजिटल इंटरफ़ेस और सेंसर या एमईएमएस हैं जो वास्तव में मटेरियल वातावरण या जो कुछ भी सेंस किया जाना है को सेंस करते हैं तो दूसरी ओर बुद्धिमान सेंसर में इन सभी चीजों के अलावा आपके पास है अधिकतर जो कुछ भी स्मार्ट सेंसर में मौजूद है लेकिन प्रसंस्करण और अभिकलन के लिए एक घटक भी है तो आपके पास यह RAM ROM माइक्रोकंट्रोलर फ्लैश वगैरह है ये सभी मूल रूप से इन में घटकों के होने के गुण से इन स्मार्ट सेंसरों को बुद्धिमान बनाते हैं तो अगली पीढ़ी के सेंसर इन बुद्धिमान सेंसर के विभिन्न अनुप्रयोग हैं कारखानों में स्वचालित असेंबली संसाधन जीवन चक्र प्रबंधन का उपयोग करके पूर्वानुमान यह इन अगली पीढ़ी के बुद्धिमान सेंसर के विभिन्न अनुप्रयोगों में से कुछ हैं तो इन अगली पीढ़ी के बुद्धिमानों सेंसर के निर्माण में अलग अलग डिज़ाइन चुनौतियाँ हैं विभिन्न हार्डवेयर समस्याएँ हैं ये सेंसर नोड्स वे ऊर्जा के संदर्भ में पहले से ही सीमित हैं उनका बहुत उच्च प्रतिक्रिया समय है और वहाँ सिंक्रनाइज़ेशन संबंधित मुद्दे संचालन के लिए सीमित बैंडविड्थ संबंधित मुद्दे सुरक्षा संबंधित मुद्दे भी हैं और सॉफ्टवेयर संबंधित मुद्दे हैं जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों और उनके विभिन्न प्रोसेसरों के अनुपालन के लिए सॉफ्टवेयर विभाजन इसलिए ये सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में विभिन्न डिजाइन चुनौतियां हैं इसी के साथ आइए हम साइबर फिजिकल सिस्टम तथा अगली पीढ़ी बुद्धिमान सेंसर पर चर्चा के अंत में आ गए हैं तो यह साइबर फिजिकल प्रणालियों के बारे में संक्षिप्त विवरण है और मूल रूप से बुद्धिमान सेंसर का उपयोग से आपको सुसज्जित करता है कि आने वाले वर्षों में आप इसकी समझ के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं यदि आपको अपने उद्योग को उद्योग 40 उम्मीदों उद्देश्य इत्यादि का अनुपालन कराना है तो साइबर फिजिकल सिस्टम और IIoT दृढ़ता से परस्पर जुड़े हुए हैं इसलिए अनिवार्य रूप से हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं हम इन साइबर फिजिकल प्रणालियों का उपयोग करना चाहते हैं विभिन्न वस्तुओं के रूप में साइबर फिजिकल प्रणालियों का सार वस्तुओं का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं आभासी वस्तुओं के बारे में ना की फिजिकल वस्तुओं के बारे में तो ये फिजिकल दुनिया में फिजिकल वस्तुओं के अलग फिजिकल या आभासी उदाहरण इन्हें एक साथ संजोकर रखा जा सकता है तथा डेटा दूसरे छोर पर आगे के प्रसंस्करण विश्लेषण इत्यादि द्वारा उद्योग को स्मार्ट बनाने के लिए प्राप्त किया जाता है इसलिए हम चीजों के औद्योगिक इंटरनेट और चीजों के औद्योगिक इंटरनेट IIoT में सीपीएस का उपयोग करना की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा कुछ देर बाद करेंगे तो ये इनमें से कुछ संदर्भ हैं और यदि आप रुचि रखते हैं आप ऐसा कर सकते हैं इन संदर्भ को आगे विस्तार से पढ़ सकते हैं यह जानने के लिए कि साइबर फिजिकल सिस्टम के विभिन्न मुद्दे क्या हैं और अगली पीढ़ी के सेंसर कैसे विकसित किए जा सकते हैं अगर आपको अगले पीढ़ी सेंसर विकसित करना है तो ये अलग अलग अवधारणाएं हैं इन अवधारणाओं को जानना आवश्यक है लेकिन फिर यदि आप को एक साइबर फिजिकल सिस्टम विकसित करने के लिए या यदि आपको अगली पीढ़ी का सेंसर विकसित करना है एक बुद्धिमान सेंसर जो एक पूरी तरह से अलग बॉलगेम है तो आपको विशिष्ट होने की आवश्यकता है ऐसे शोधकर्ता हैं जो एक सेंसर को बुद्धिमान सेंसर बनाने के लिए एक साथ कई साल बिताते हैं इन बुद्धिमान सेंसर के निर्माण के लिए अधिक प्रयास करने होंगे तो जाहिर है यह एक पूरी तरह से अलग बॉलगेम है लेकिन यहाँ हम सिर्फ cps की विभिन्न अवधारणाओं अगली पीढ़ी सेंसर इत्यादि के बारे में देखा जिनकी उद्योग 40 निर्माण के लिए आवश्यकता है आपका धन्यवाद